रिजिड बॉडी में रिलेटिव मोशन एवं एब्सोल्यूट मोशन को समझने के लिए हम कुछ प्रश्नो को उदहारण के लिए लेंगे तो आइए पहले उदाहरण को देखें मेरे पास एक डिस्क है डिस्क का डायामीटर 5 सेंटीमीटर है और उस डिस्क पर दो बिंदु A एवं B स्थित हैं और यह A और B उस रेखा की दिशा में स्थित हैं जो हॉरिजॉन्टल के संबंध में इस प्रचलित त्रिकोण 3 4 5 को बनाती है तो इसका अर्थ यह है कि यह कोण इस प्रकार से है कि है तो इस प्रकार के त्रिकोण 4 3 5 को दिखाने का यही अर्थ है तो मेरे पास यह रेखाखंड AB है जो इस कोणको इस प्रकार से बनाता है कि होता है और हमें A द्वारा देखे गए B की वेलोसिटी को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और मैं इसे पूर्णता के लिए चिह्नित करूंगा कि मेरे पास इस रिजिड बॉडी पर एक निश्चित बिंदु O है मेरा मतलब है कि बॉडी इस निश्चित बिंदु पर पिवोटेड है पिछले व्याख्यान से मैं इसे एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं आप देख सकते हैं कि यह बॉडीकी एंग्युलर वेलोसिटी या लगभग 333 आरपीएम के साथ क्लॉकवाइस घूर्णन कर रही है इसका मतलब यह नहीं है कि रिजिड बॉडी O के सापेक्ष घूर्णन कर रही है हालाँकि ऐसा लगता है कि यह O के सापेक्ष घूर्णन कर रही है क्योंकि बिंदु O फिक्स्ड है लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वह ये है कि रिजिड बॉडी का प्रत्येक बिंदु रिजिड बॉडी पर हर दूसरे बिंदु के सापेक्ष में ठीक उसी एंग्युलर वेलोसिटी से घूर्णन कर रहा है तो मैं रिजिड बॉडी पर कोई भी बिंदु ले सकता हु मान लें कि वह O है रिजिड बॉडी पर स्थित प्रत्येक बिंदु O के सापेक्षसे घूर्णन कर रहा है शायद आप इस पर विवाद नहीं करेंगे लेकिन अगर यह A है तो रिजिड बॉडी का प्रत्येक बिंदु A के सापेक्ष ठीक उसी एंग्युलर वेलोसिटीसे घूर्णन कर रहा है और इसमें बिंदु O भी शामिल है बिंदु O ठीक उसी एंग्युलर वेलोसिटीके साथ A के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है और मैं इस उदाहरण से उस अवधारणा को थोड़ा और स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं तो आइए हम इस गणना को शुरू करें हमें A द्वारा देखी गई B की वेलोसिटी को ज्ञात करने की आवश्यकता है जिसे हमने इस संकेतनका उपयोग करके रूप में व्यक्त किया है तो यदि मैं A द्वारा देखे गए वेक्टर B को लेता हूं तो यहाँ एक और एक है इस मामले में है और हमारे संकेतन को ध्यान में रखते हुए कि एंटीक्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा मैं इसे के रूप में लिखने जा रहा हूं है मैं इसे SI इकाई में प्रस्तुत करना चाहता हु इसलिए मैं इसे मीटर में बदलने जा रहा हूं तो यह होगा मैं चाहता हूं कि अब आप दो चीजों पर ध्यान दें तो यह एक यूनिट वेक्टर है इसलिए हम इस पर एक छोटी सी कैप लगाएंगे मैं चाहता हूं कि आप दो बातों पर ध्यान दें यह डिस्क जो बिंदु O पर पिवोटेड थी अब हमारी गणना के लिए प्रासंगिक नहीं है तो जो प्रासंगिक है वह ये रेखाखंड AB है यह डिस्क किसी भी अन्य आकार की हो सकती है जब तक यह एंग्युलर वेलोसिटीके साथ क्लॉकवाईस घूर्णन कर रही है मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल रेखाखंड AB की आवश्यकता है जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है तो आइए गणना करें कि क्या होगा तो यदि 4 3 5 त्रिभुज पर है तो 3 4 5 त्रिभुज पर होगा और किसी बिंदु पर फिक्स्ड किए गए फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स में मैं को और के संदर्भ में लिखना चाहता हूं क्योंकि कार्टिसियन कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी के घटकों को दर्शाना आसान है हालांकि मैं इसे के रूप में रहने दे सकता था मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसे वापस कार्टिसियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे परिवर्तित किया जाता है इसमें बस थोड़ी सी त्रिकोणमिति शामिल है यह निगेटिव x दिशा और पॉजिटिव y दिशा में इंगित कर रहा है निगेटिव x दिशा में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 बटा 5 है तो आप को पूरा करने वाले त्रिभुज को बनाने के लिए अपनी बाईं ओर 4 इकाई और 3 इकाई ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस स्थिति के लिए के अनुदिश और के रूप में लिखा गया यूनिट वेक्टर है तो 5 इस तथ्य से आता है कि और है तो अब गणना पूरी करते है यदि आप यह गुणनफल करते हैं तो आपको जो उत्तर मिलता है वह है जो कार्टिसियन कोऑर्डिनेट्स में लिखा गया है जहां और उस बिंदु पर वेलोसिटी को दर्शाते हैं तो यह काफी सरल प्रश्न है आइए हम दो रिजिड बॉडीज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो किसी बिंदु B पर कपल्ड होते हैं तो आइए देखें और समझे कि यह क्या है मेरे पास एक बार AB है जिसमे बार का एक सिरा A पर फिक्स्ड है और एक बार BC है जहां बिंदु B एक पिन जॉइंट पिन जॉइंट है जो AB और BC दोनों बार द्वारा साझा किया जाता है और हमें इस क्षण में C की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए कहा जाता है जहाँ आरेख दर्शाया गया है बार 1 जो कि AB है की एंग्युलर वेलोसिटी का एंटीक्लॉकवाईस दिशा में मान दिया गया है क्लॉकवाईस दिशा में इसका एंग्युलर एक्सेलरेशन है इसी तरह एंटीक्लॉकवाईस दिशा में बार BC की एंग्युलर वेलोसिटीहै और एंटीक्लॉकवाईस दिशा में एंग्युलर एक्सेलरेशनहै तो आइए पहले C की वेलोसिटी ज्ञात करें तो इसे देखने के लिए हमें अपने तरीके से काम करना होगा और इसे देखने के लिए हमें पहले B के मोशन को समझना होगा तोहै और यहहम आरेख से संकेतन का उपयोग करेंगे और वह एक यूनिट वेक्टर के रूप में है तो B की वेलोसिटीहै और यदि यह A है और यह B है यह स्थानीय रूप से है और यह है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में किसी बिंदु पर फिक्स्ड है अब याद रखें कि मुझे केवल एक यूनिट वेक्टर सेट को परिभाषित करने की आवश्यकता है मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि A ओरिजिन O के साथ संपाती हो क्योंकि मैं केवल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख रहा हूं स्थिति नहीं उस विशेष कोआर्डिनेट सिस्टम में बस है अतः वेक्टर वेलोसिटीहै और यह B की वेलोसिटी है तो अबहै जो फिर से वही प्रस्तुतीकरण है तो मैं त्रिकोणमिति को थोड़ा ध्यान से आरेखित करने जा रहा हूं यह बिंदु B है और यह C है यह 4 3 5 त्रिकोण पर है जैसा कि यहां दिखाया गया है लंबाई 1 मीटर है यह बिंदु B की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है जिसे हम हमारी पिछली गणना से जानते हैं मैं इस बिंदु C की वेलोसिटी को ज्ञात करना चाहता हूं बस है इस विशेष मामले मेंफिर से इस दिशा में हैलंबवत है तो यदि3 4 5 त्रिभुज पर है 3 लंब है 4 इस समकोण त्रिभुज का आधार है और 5 कर्ण 4 3 5 त्रिभुज पर है तो आइए इस जानकारी का उपयोग हम अपनी गणना में करें तोहम इस संकेतन के साथ बने रहेंगे कि काउंटर क्लॉकवाइस पॉजिटिव है तो सबसे पहले मैं इसे लिख देता हु और मुझे XY कोआर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर को परिभाषित एवं ज्ञात करना है इसके लिए मैं इसे अपनी बाईं तरफ 3 इकाईऔर 4 इकाई ऊपर ले जाता हु जो क्रमशः निगेटिव X दिशा एवं पॉजिटिव y दिशा में है तो ऐसा करने से मुझे एक यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है जो ऐसा दिखता है तो अब यदि मैं इस पद का और सरलीकरण कर दूं तो निगेटिव x दिशा में वेलोसिटी की 3 बटा 5 इकाई और पॉजिटिव y दिशा में वेलोसिटी की 9 बटा 5 इकाई है तोअसल में हम जो जानते है उससे इसका हल निकालने के लिए यदि बिंदु B ऊपर जा रहा है और BC घूम रहा है यह सब एक साथ हो रहा है तो इस पूरे बार का परिणामी स्थानांतरण B द्वारा दी गयी वेलोसिटी के कारण एक वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ है उसके ऊपर बार BC का यह घूर्णन अध्यारोपित है तो C की वेलोसिटी विशेष रूप से ऊपर की दिशा में B की वेलोसिटी से बेशक अधिक होनी चाहिए क्योंकि मुख्य रूप से बार काउंटर क्लॉकवाइस दिशा में घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन के कारण यह अतिरिक्त वेलोसिटी कॉम्पोनेन्ट मैग्नीट्यूड का है जिसे जब 1 में जोड़ा जाता है तो हमें वर्टीकल वेलोसिटी के रूप में मिलता है घूर्णन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो X दिशा में गति का कारण बनती है तो चलिए अब एक्सेलरेशन वाले हिस्से को शुरू करते हैं मैं पुनः 1 मीटर लंबाई के इस बार AB को आरेखित करने जा रहा हूं B का एक्सेलरेशन A के एक्सेलरेशन और A द्वारा देखे गए B के एक्सेलरेशन का योग है अब इस भाग का एंटीक्लॉकवाईस दिशा में है और फिर क्लॉकवाईस दिशा में एंग्युलर एक्सेलरेशनहै तो यह जैसा ही है जैसा कि हमने अपनी पिछली गणना में प्राप्त किया था तो सबसे पहले A का एक्सेलरेशन शुन्य है क्योंकि A पूरी तरह से फिक्स्ड होता है A द्वारा देखे गए B के एक्सेलरेशनके दो भाग होते हैं इसे वैसे ही लिखता हु जैसे जैसे हमने पहले किया था अब इस विशेष कोआर्डिनेट सिस्टम में उस दिशा में है और इस दिशा में है तो A द्वारा देखे गए B का एक्सेलरेशन है चूँकि यह क्लॉकवाईस दिशा में 1 है में है तो मैं केवल संदर्भ के लिए xy कोआर्डिनेट को फिर से आरेखित करने जा रहा हूँ A द्वारा देखे गए B का r1 है अब 1 रेडियन है तो का वर्गमूल है तो जब मैं इसे हल करता हु यह है तो B के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है क्योंकि मेरे पास यहां और यहां 1 है तो यह B के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है तो आइए हम बार BC पर इसे जारी रखें हमें बताया गया है कि बार BC इस 4 से 5 त्रिभुज पर है तो यह देखते हुए किबार की दिशा में है औरउस पर लंबवत है और जैसा कि हमने कहा कि यह 3 4 5 त्रिभुज पर होगा तो 4 आधार 3 लंब वह है जिस पर है 4 लंब 3 आधार वह है जिस पर होगा हमने पहले ही B का एक्सेलरेशन ज्ञात कर लिया है और सटीकता के लिए मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को ठीक उसी तरह आरेखित करने जा रहा हूं जिस तरह से यह प्राप्त हुआ था तो B इस दिशा मेंमैग्नीट्यूड के साथ एक्सेलरेट कर रहा है तो अब C का एक्सेलरेशन B के एक्सेलरेशन और B द्वारा देखे गए C के एक्सेलरेशन के योग के बराबर है और B द्वारा देखे गए C के एक्सेलरेशन के वही दो घटक हैं B द्वारा देखे गए C का r जो कि बार BC की लंबाई है जो इस मामले में है तो आइए हम उन अंको को अपने दिए गए प्रश्न के विवरण से प्राप्त करें 1 होता है और 2 होता है हम उन्हें यहां पर प्राप्त करेंगे1 है और 2 है तोहै क्योंकि हमने कहा था कि एंटीक्लॉकवाइज घूर्णन पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिट वेक्टर मेरे बायीं ओर 3 इकाई बढ़ने से प्राप्त होता है जो कि x अक्ष की निगेटिव दिशा है और 4 इकाई ऊपर जो y अक्ष की पॉजिटिव दिशा है तो e 35ex45ey rCB1 है1 का वर्गमूल होता है एक यूनिट वेक्टर है जो 4 इकाइ पॉजिटिव X दिशा में और 3 इकाइ पॉजिटिव Y दिशा मूव कर प्राप्त किया जाता है और इसलिए यूनिट वेक्टरद्वारा दिया जाता है तो चलिए इस गणना को पूरा करते हैं तो अगर मैं इसे गुणा करता हूं तो मेरे पास है मैं इसका सरलीकरण करता हूं इसमें 65 और 45 का योग मुझे देता है एवं 85 और 35 का अंतर मुझे 55 देता है जो की है और इसकी इकाइ ms2 हैं हमने अभी तक इसे पूरा नहीं किया हैं यह B द्वारा देखा गया C का रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो जो हमने शुरू किया था उसे पूरा करते है इस पर पुनः जाकर हमने B के एक्सेलरेशन की गणना की और वहथा तो यहहै B द्वारा देखा गया C का एक्सेलरेशन है जब मैं इनका योग करता हूं तो मुझेमिलता है औरकी दिशा में कोई घटक नहीं होता है तो C का एक्सेलरेशन केवल निगेटिव हॉरिजॉन्टल दिशा में है और इसका मैग्नीट्यूड है तो इस उदाहरण का उपयोग यह समझाने के लिए किया जाता है कि आप काईनेमैटिक्स को समझने के लिए रिलेटिव मोशन का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो आइए हम प्रश्न के कथन पर वापस जाएं मैंने पहले B के मोशन की गणना की और यह A के सापेक्ष B का मोशन नहीं है मैंने B के एब्सोल्यूट मोशन के रूप में गणना की उसके बाद मैं B के मोशन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों रूप में जानता हूं वास्तव में मैंने पहले वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन की गणना की लेकिन आप इसे अपने अनुसार भी कर सकते हैं तो मैंने पहले B की वेलोसिटी की गणना की फिर C की वेलोसिटी की गणना की क्योंकि मुझे केवल पहले से गणना की गयी B की वेलोसिटी में B द्वारा देखी गई C की वेलोसिटी के घटक को जोड़ने की जरूरत है जब एक बार हम वेलोसिटी की गणना कर लेते है मैं एक्सेलरेशन की गणना पर जाता हु तो हमने सबसे पहले B के एक्सेलरेशन की गणना की और फिर मुझे बस इतना करना है कि B द्वारा देखे गए C के रिलेटिव एक्सेलरेशन को इसमें जोड़ना है B द्वारा देखे गए C के एक्सेलरेशन के दो भाग हैं एक B की ओर जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है और दूसरा बार BC के लिए टेंजेंशीयल है जो बार BC के एंग्युलर एक्सेलरेशन के कारण है अब मैं इसे एक बार फिर दोहराऊंगा कि जब हम दिखाते हैं कि इस बार BC में एंग्युलर एक्सेलरेशनहै और इसमें एंग्युलर एक्सेलरेशन है जो B के सापेक्ष एंग्युलर एक्सेलरेशन नहीं है यह केवल उस बार का एंग्युलर एक्सेलरेशन और एंग्युलर वेलोसिटी है यह किसी भी बिंदु के सापेक्ष नहीं है यह एक फ्री वेक्टर है एंग्युलर एक्सेलरेशन और एंग्युलर वेलोसिटी फ्री वेक्टर हैं वे उस धुरी से बंधे नहीं हैं जिसके सापेक्ष में बॉडी घूर्णन करती है इस मामले में एंग्युलर एक्सेलरेशनहै और यह काउंटर क्लॉकवाइस है तो यदि आप एंग्युलर एक्सेलरेशन को एक वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं तो यह अनिवार्य रूप से हमारे बोर्ड के प्लेन से बाहर की ओर जाता हुआ यूनिट वेक्टर था मुझे आशा है कि इस उदाहरण ने एक्सेलरेशन की गणना करने के लिए रिलेटिव मोशन के उपयोग की व्याख्या की है अब इन बार को केवल छोटे सीधे बार के रूप में दिखाया गया था वास्तव में ये किसी रोबोट के आर्म हो सकते थे उदाहरण के लिए आर्म अपने आप में एक अजीब आकार का हो सकता है जिसका दूसरा विकृत आर्म इस तरह दिखता है वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बार का वास्तविक आकार क्या हैं क्योंकि हम रिजिड बॉडीज को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमे किसी भी एक बिंदु युग्म के बीच की दूरी निश्चित है और हम वास्तविक रिजिड बॉडी को हमारी रुचि के बिंदु युग्म को जोड़ने वाले एक साधारण रेखाखंड के साथ प्रतिस्थापित कर देंगे इसलिए जब भी आप एक रेखाखंड देखते हैं तो रेखा खंड एक रिजिड बॉडी को दर्शाता है और वह रिजिड बॉडी किसी भी आकार की हो सकती है केवल अकेला आकार ही मायने नहीं रखता है और यह हमारे द्वारा की जाने वाली सभी गणनाओं का आधार बनता है इसलिए मुझे आशा है कि इसने रिलेटिव मोशन के उपयोग की व्याख्या की है और अगली कक्षा में हम स्लाइडर्स की व्याख्या शुरू करेंगे जो इसकी जटिलता में थोड़ा और इजाफा करता है